सभी को नमस्कार आज हम मानव शरीर पर RF और माइक्रोवेव रेडिएशन के प्रभाव के बारे में बात करने जा रहे हैं इसलिए प्रेजेंटेशन की रूपरेखा आज हम पहले RF स्रोतों के बारे में बात करेंगे जो कमर्शियल और साथ ही रक्षा अनुप्रयोग के लिए मौजूद हैं फिर हम माइक्रोवेव हीटिंग सिद्धांत के बारे में बात करेंगे मुझे यकीन है कि आप सभी ने माइक्रोवेव ओवन का इस्तेमाल किया होगा या माइक्रोवेव ओवन का उपयोग करते हुए किसी को देखा होगा और आप इस बात से परिचित होंगे कि माइक्रोवेव ओवन खाना पकाने का काम कर सकता है फिर हम एंटीना के रेडिएशन पैटर्न के बारे में बात करेंगे हम भारत और अन्य देशों में सुरक्षा मानदंडों के बारे में बात करेंगे हमने हजार से अधिक स्थानों पर रेडिएशन मेजरमेंट किए हैं फिर हम आपको बताएंगे कि हमने क्या पाया है और फिर हम बायोलॉजिकल प्रभावों की समीक्षा करने जा रहे हैं हां मैं आपको केवल यह बताना चाहता हूं कि न तो मैं आपका बायोलॉजी का प्रोफेसर हूं और आप में से अधिकांश बायोलॉजी के छात्र नहीं हैं पर हमारा मानव शरीर एक बायोलॉजिकल शरीर है इसलिए मुझे यकीन है कि आप इन बायोलॉजिकल प्रभावों के साथ सहसंबंध कर पाएंगे और अंतिम एक मेरा सबसे पसंदीदा एक है जो कि समाधान है वास्तव में इंजीनियरों की मेरी परिभाषा यह है कि इंजीनियरों का जन्म व्यावहारिक समस्याओं को हल करने के लिए होता है इसलिए पहले हम पहचानेंगे कि समस्याएं क्या हैं और फिर हम समाधानों को देखते हैं तो हम देखते हैं कि कमर्शियल डोमेन में विभिन्न RF स्रोत क्या हैं तो ये भारत में RF स्रोत हैं लेकिन यह अन्य देशों में भी समान होगा तो हम देख सकते हैं कि यहां FM टॉवर हैं FM टावरों की विशिष्ट फ्रीक्वेंसी रेंज 88 से 108 MHz के बीच है और वे वास्तव में लगभग 10 KW पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं बेशक यहाँ कुछ FM टॉवर हैं जो कॉलेज या सामुदायिक सेवाओं के अंतर्गत आता है उन्हें केवल 50 W पावर ट्रांसमिट करने की अनुमति हो सकती है अब वहाँ टीवी टॉवर हैं यह विशेष फ्रीक्वेंसी बैंड मैंने विशेष रूप से मुंबई में टॉवर के लिए लिखा है जो वर्ली में स्थित है और यह टॉवर लगभग 40 KW पावर और वास्तव में बहुत सारी पावर ट्रांसमिट है अब एंटीना जो इस पावर को ट्रांसमिट करता है लगभग 300 मीटर की ऊंचाई पर लगाया जाता है और वास्तव में लगभग 10 साल पहले तक इस वर्ली क्षेत्र के आसपास की अधिकांश इमारतों में 50 मीटर की ऊंचाई भी नहीं थी लेकिन अब वर्ली स्काई फेज में क्योंकि यह बहुत महंगा क्षेत्र है अब कई इमारतें आ गई हैं जिनकी ऊंचाई 200 से 300 मीटर के करीब है और अब ये इमारतें एंटीना के मुख्य बीम रेडिएशन में आ रही हैं और मैं पहले से ही लोगों को बता सकता हूं कि 5 से 10 वर्षों में उन उच्च वृद्धि वाली इमारतों में बहुत अधिक स्वास्थ्य समस्या हो सकती है जो एंटीना के मुख्य बीम में हैं उसके बाद AM टॉवर हैं वहां की विशिष्ट फ्रीक्वेंसी रेंज 530 से 1620 KHz है और ये AM टॉवर लगभग 100 KW से 1 MW तक की पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं हालांकि ये लोग एहतियात बरतते हैं और कम से कम 1 किमी के दायरे में आवासीय भवन या परिसर नहीं है तो वे जानते हैं कि ये स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं और इसलिए वे एहतियात बरतते हैं अब हमारे पास वाई फाई है भले ही मैंने 24 से 25 लिखा है लेकिन वाई फाई वास्तविक फ्रीक्वेंसी रेंज 24 से 2483 GHz पर काम करता है और इन दिनों वाई फाई मॉडेम लगभग हर जगह हैं हमारे पास वाई फाई सक्षम एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन कॉलेज स्कूल और विभिन्न परिसर हैं और अब वास्तव में वाई फाई सक्षम शहर बनाने के प्रस्ताव हैं वास्तव में यह आने वाले समय में विभिन्न लोगों को बहुत सारी स्वास्थ्य समस्या पैदा करने वाला है फिर हमारे पास सेल टॉवर हैं भारत में हमारे पास कई टेक्नोलॉजीज हैं जो 800 MHz हैं जो मूल रूप से CDMA 900 GSM 900 है फिर GSM 1800 फिर हमारे पास 3G और फिर हमारे पास 4G हैं और भारत में हम उन्हें 20 W की पावर ट्रांसमिट करने की अनुमति देते हैं और 4G ऑपरेटरों को अतिरिक्त रियायत दी जाती है वे 40 W तक पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं और हमारे पास भारत में 6 लाख से अधिक टावर हैं और फिर निश्चित रूप से मोबाइल फोन मुझे लगता है कि आज लगभग सभी लोगों के पास मोबाइल फोन हैं और मोबाइल फोन में फिर से तकनीक के आधार पर GSM 900 फोन और अन्य GSM 1800 3G 4G के लिए 2 W पावर ट्रांसमिशन की अनुमति हो सकती है आम तौर पर 1 W पावर की अनुमति है लेकिन हालांकि भारत में 100 करोड़ से अधिक ग्राहक हैं और आपको यह बताने के लिए कि यदि आप सेल फोन का उपयोग करके कॉल शुरू करते हैं तो वास्तव में क्या होता है आइए हम एक मामला लेते हैं जहां एक मोबाइल फोन 1 W पावर ट्रांसमिट कर रहा है यह निकटतम बेस स्टेशन पर जाता है और यह बेस स्टेशन वास्तव में इस विशेष सेल फोन के साथ कम्युनिकेट करने के लिए 20 W पावर ट्रांसमिट करता है फिर इस बेस स्टेशन के माध्यम से हम कहते हैं कि कुछ स्विचिंग नेटवर्क दूसरे बेस स्टेशन के माध्यम से कम्युनिकेट करता है यह बेस स्टेशन एक और 20 W की पावर मोबाइल फोन पर ट्रांसमिट करेगा जो 1 W पावर का ट्रांसमिट करता है तो एक मोबाइल फोन कनेक्शन के लिए 1 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 1 कुल 42 W पावर की खपत हुई है और आपको आश्चर्य होगा कि सेल फोन के साथ साथ सेल टॉवर द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रभावी पावर केवल 00000001 W है इसका मतलब है कि 4199999 W वातावरण में पावर का प्रसार हो रहा है और निश्चित रूप से जब आप एक कॉल शुरू करते हैं तो लगभग एक तिहाई पावर आपके शरीर में अवशोषित हो रही होती है विशेष रूप से यदि आप उस सेल फोन को इस तरह रखते हैं और फिर एक तिहाई पावर आपके सिर की ओर जा रही है लेकिन जहां तक सेल टावरों का संबंध है आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोग प्रभावित हो रहे हैं उस विशेष क्षेत्र में उड़ने वाले पक्षी भी प्रभावित हो रहे हैं अब रक्षा के लिए भी कई स्रोत हैं लेकिन मैं इन बातों के बारे में संक्षेप में बताता हूं इसलिए वे रडार सिस्टम का उपयोग करते हैं जो पल्स और कंटीन्यूअस हो सकता है और कई रक्षा अनुप्रयोगों में 1 MW पावर भी ट्रांसमिट हो सकता है हालांकि ये रक्षा बल एहतियात बरतते हैं बेशक वे हाई पावर माइक्रोवेव स्रोतों का बहुत उपयोग करते हैं और वे ट्रांसमीटरों और लगभग इन सभी बैंड HF हाई फ्रीक्वेंसी VHF वैरी हाई फ्रीक्वेंसी UHF अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी और माइक्रोवेव का उपयोग करते हैं इसलिए वे अपनी कई कम्युनिकेशन आवश्यकता के लिए बहुत अधिक पावर का उपयोग करते हैं बेशक यहाँ एक माइक्रोवेव बम भी है तो माइक्रोवेव बम जो करता है वह वास्तव में बहुत हाई पावर के इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है और इसके कारण क्या होता है क्योंकि उस क्षेत्र के रिसीवर जल जाते हैं और इससे कुल नुकसान होता है और निश्चित रूप से माइक्रोवेव का उपयोग माइक्रोवेव हथियार के रूप में किया गया है यदि उस माइक्रोवेव हाई पावर बीम को एक निश्चित व्यक्ति की ओर लक्षित किया जाता है और वे लोग गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते हैं वास्तव में यह विशेष रूप से भीड़ फैलाव के लिए एक गैर घातक हथियार के रूप में भी इस्तेमाल किया जा रहा है तो अब हम माइक्रोवेव हीटिंग सिद्धांत के बारे में बात करते हैं अब आपको आश्चर्य हो सकता है कि हम RF के बारे में बात कर रहे हैं हम माइक्रोवेव हीटिंग सिद्धांत के बारे में क्यों बात कर रहे हैं मैं थोड़ी देर में उस पर आऊंगा लेकिन जब हम माइक्रोवेव ओवन के अंदर खाना डालते हैं तो वास्तव में क्या होता है यह भोजन में जो पानी है वास्तव में इस माइक्रोवेव रेडिएशन को प्राप्त करता है और ये पानी के अणु कंपन करना शुरू कर देते हैं और आप जानते हैं कि 245 GHz पर वे किस गति से कंपन करते हैं वे 245 बिलियन प्रति सेकंड की गति से कंपन करते हैं तो जब कंपन होता है तो कंपन घर्षण का कारण बनता है और यह घर्षण हीटिंग का कारण बनता है और खाना पकाने के लिए यह हीटिंग जिम्मेदार है तो अब यह कैसे मानव शरीर से संबंधित है तो हम कहते हैं कि मानव शरीर में 70 तरल होते हैं और वास्तव में हमारे मानव मस्तिष्क में 80 तरल होते हैं तो हम क्या कहते हैं अगर हम इस तरह से फोन को यहाँ रखते हैं तो यह माइक्रोवेव रेडिएशन जो आ रहे हैं वे पानी तरल और रक्त अणुओं को हिलाना शुरू करते हैं और ये चीजें कंपन करना शुरू कर देती हैं अगर हम कहें तो यह 900 MHz तकनीक है फिर वे 900 मिलियन बार प्रति सेकंड की गति से कंपन कर रहे हैं और तब ये चीजें वास्तव में शरीर के अंदर डीएनए क्षति का कारण बनती हैं जिसे नॉनथर्मल प्रभाव के रूप में जाना जाता है और यह घर्षण तब गर्मी की ओर जाता है और इसे थर्मल प्रभाव के रूप में जाना जाता है तो थर्मल प्रभाव की तुलना में नॉनथर्मल प्रभाव कई गुना अधिक हानिकारक हैं इसलिए मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि दुनिया भर में कुछ बहस चल रही है लोग कहते हैं कि यह सूरज की गर्मी माइक्रोवेव हीटिंग से भी बदतर है लेकिन आपको यह बताने के लिए कि दो हीटिंग प्रक्रियाएं पूरी तरह से अलग हैं और मुझे इसे बहुत आसान तरीके से बताने दे इसलिए ये लोग विशेष रूप से ऑपरेटरों और उनके समर्थकों के बारे में बात करते हैं जबकि सूर्य का घनत्व 1 KWm2जैसा होता है जबकि हम माइक्रोवेव पावर के बारे में बात कर रहे हैं जो 1 mWm2 या शायद 100 mWm2 हो सकता है तो 1 किलोवाट बनाम 1 mW भारी अंतर लगता है लेकिन मुझे यहां अवधारणा की व्याख्या करने दे तो क्या होता है जब हम सूरज की धूप में बाहर जा रहे हैं सबसे पहले हम 24 घंटों के लिए धूप में खड़े होने वाले नहीं हैं जबकि एक माइक्रोवेव रेडिएशन को 24 घंटे अवशोषित किया जाता है खासकर यदि आप सेल टॉवर के बगल में रह रहे हैं तो अब यह रेडिएशन जब आप धूप में खड़े होते हैं तो क्या होता है सूर्य की किरणें यहां आती हैं और यह त्वचा वास्तव में मूल रूप से एक सुरक्षात्मक परत के रूप में कार्य करती है इसलिए अगर हीटिंग बिल्कुल बाहर से होती है तो वह अंदर चली जाती है लेकिन त्वचा गर्म हो जाती है और शरीर से पसीना आने लगता है या कोई हवा लग सकती है इसलिए वास्तव में बोलना बेहतर हो जाता है आप इसके लिए लम्बे समय तक खड़े नहीं होते हैं और यहां तक कि एक कपड़ा भी आपकी रक्षा करेगा जबकि एक माइक्रोवेव रेडिएशन यह वास्तव में शरीर में प्रवेश करता है पूरे शरीर जहां भी यह गिरता है और फिर क्या होता है कि हीटिंग त्वचा के अंदर गहराई तक जाती है और फिर पानी रक्त द्रव अणु कंपन शुरू हो जाते हैं और आंतरिक हीटिंग अब उसी त्वचा से फंस जाती है और इसीलिए माइक्रोवेव हीटिंग के वजह से और भी समस्याएँ हैं एक और बहुत ही सरल उदाहरण अगर आप हमें एक कप पानी धूप में रखने को कहें तो यह कभी उबलने वाला नहीं है लेकिन अगर आप माइक्रोवेव ओवन के अंदर एक कप पानी रखेंगे तो यह 1 से 2 मिनट में उबलने वाला है तो आप देख सकते हैं कि दो घटनाएँ बिलकुल अलग हैं इसलिए मैं अभी आप लोगों से केवल एक बहुत ही सरल प्रश्न पूछता हूँ और आप वास्तव में इसके बारे में सोच सकते हैं और यह सवाल सरल है कि यदि आपने 20 से 30 मिनट से अधिक समय तक सेल फोन का उपयोग किया है तो क्या आपने देखा है कि कान गर्म हो जाते हैं मुझे यकीन है कि आप में से अधिकांश ने देखा होगा कि यह गर्म हो रहा है तो कारण क्या है वास्तव में जब हम सेल फोन को इस तरह रखते हैं तो ईयर लोब मोबाइल फोन के सबसे करीब होता है और ईयर लोब के अंदर रक्त ज्यादा फैलता नहीं है तो क्या होता है जब यह माइक्रोवेव रेडिएशन को थोप रहा है तो यह रक्त को गर्म कर रहा है और यह बताया गया है कि लगभग 20 मिनट या इसके बाद कान के लोब का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है और फिर मस्तिष्क को पता चलता है कि कुछ गलत है और फिर थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म के रूप में जाना जाने वाला एक प्रक्रिया शुरू होती है और शरीर एकरूप हो जाता है लेकिन एक डिग्री सेंटीग्रेड की इस क्षति के बारे में सोचें यदि शरीर का तापमान 984 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड जोड़ते हैं जो 18 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है और यदि आप दो चीजों को जोड़ते हैं तो यह 1002 डिग्री बुखार हो जाता है इसलिए हर बार जब आप 20 मिनट या 30 मिनट के लिए उपयोग करते हैं तो आपको 100 डिग्री बुखार हो रहा है और मुझे यकीन है कि आप में से अधिकांश लोगों को बुखार होना पसंद नहीं होगा तो वैसे भी शुरुआत में यह गर्म सनसनी दर्द की ओर जाता है और फिर धीरे धीरे वह दर्द फिर अपरिवर्तनीय बहरापन में परिवर्तित हो जाता है जो आंशिक या पूर्ण बहरापन हो सकती है और साथ ही यह कान के ट्यूमर को भी जन्म दे सकती है वास्तव में मैंने अपना न्यूज़लेटर भी लिखना शुरू कर दिया है सेल फोन टॉवर न्यूज़लेटर वास्तव में आप इसे केवल Google पर खोज सकते हैं और आप डाउनलोड कर सकते हैं या आप मुझे एक ईमेल भेज सकते हैं और मेरे ईमेल मेरी पहली स्लाइड पर ही दिए गए हैं इसलिए आप मुझे भेज सकते हैं और मैं आपको इन तीन समाचार पत्रों को मेल करूंगा और एक समाचार पत्र में मैंने वास्तव में पांच अलग अलग ईनटी विशेषज्ञ के साक्षात्कार दिए हैं और उन्होंने सर्वसम्मति से माना है कि इन दिनों बहुत बड़ी संख्या में मामले सामने आ रहे हैं जहाँ आंशिक या पूर्ण बहरापन के साथ साथ कान के ट्यूमर से पीड़ित हैं तो कृपया अपने कान का ख्याल रखें तो अब हम सेल फोन से रेडिएशन को कैसे परिभाषित करते हैं वास्तव में सेल फोन से रेडिएशन इसके SAR वैल्यू द्वारा परिभाषित किया गया है SAR को विशिष्ट अवशोषण दर के रूप में जाना जाता है और इस सीमा को 16 Wkg के रूप में निर्धारित किया गया है हालांकि यह सीमा 1998 में निर्धारित की गई थी और यह सीमा केवल 6 मिनट प्रति दिन के उपयोग के लिए निर्धारित की गई थी इसलिए आप जिन सेलफोन का उपयोग कर रहे हैं वे वास्तव में केवल 6 मिनट प्रति दिन के उपयोग के लिए डिज़ाइन किए गए थे हालाँकि बहुत अधिक डरें नहीं 3 से 4 का सुरक्षा मार्जिन भी है इसका मतलब है वास्तव में बात करे तो व्यक्ति को प्रति दिन 18 से 24 मिनट से अधिक समय तक सेल फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए वास्तव में मैं यह सिफारिश करना चाहूंगा कि अगली बार जब आप अपना अगला सेल फोन खरीदने जा रहे हों तो आप यह जांचें कि SAR वैल्यू क्या है और इनकी जांच करना आसान है चीजें इंटरनेट पर उपलब्ध हैं या स्मार्ट फोन पर आप वास्तव में स्टार हैश 0 7 हैश कह सकते हैं और फिर SAR वैल्यू की जांच कर सकते हैं तो SAR वैल्यू जितना कम होगा उतना बेहतर होगा इसलिए विशिष्ट SAR वैल्यू 03 से 16 के नीचे लगभग 159 तक भिन्न हो सकता है अब यह जानकारी भारत में लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है वास्तव में मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत से लोग iPhone या अन्य फोन का उपयोग कर रहे हैं लेकिन सिर्फ आपको बताने के लिए इसलिए यदि आप यहां यह देखते हैं कि iPhone निश्चित रूप से ऐप्पल डॉट कॉम से है तो आपको कानूनी तरीके से जाना होगा तो वे जानते हैं कि कानूनी मुद्दे हैं और कुछ RF जोखिम हैं और यह क्या कहता है खैर सीमा 16 WKg है और उनके फोन के सिर का SAR वैल्यू 119 है और पूरा हिस्सा 12 है इसलिए यह सीमा के भीतर है हालांकि वे सेल फोन का परीक्षण कैसे करते हैं वे अपने सेल फोन का परीक्षण करते हैं इसे यहाँ पढ़ेंआयफ़ोन को आपके शरीर से कम से कम 5 मिमी की दूरी पर ले जाएँ ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जोखिम का स्तर परीक्षण स्तर के नीचे या नीचे बना रहे तो इसका मतलब है वे 5 मिमी की दूरी पर रखकर मोबाइल फोन का परीक्षण कर रहे हैं और फिर वे कह रहे हैं कि यह SAR वैल्यू है तो मुझे आप लोगों से पूछना हैं कि क्या आप वास्तव में 5 मिमी मापते हैं फोन को इस तरह रखें नहीं वास्तव में नहीं बहुत से लोग इस तरह से सेल फोन का उपयोग करते हैं या वे इस तरह सेल फोन रखते हैं और निश्चित रूप से बहुत चालाक लोग मल्टीटास्किंग करते हैं और वे इस तरह सेल फोन का उपयोग करते हैं अब इस स्थिति में 90 रेडिएशन आपके शरीर की ओर जा रहा है और वही एप्पल आयफ़ोन आपको यह भी बताता है कि RF एनर्जी के संपर्क को कम करने के लिए हाथों से मुक्त विकल्प जैसे कि अंतर्निहित स्पीकर आपूर्ति किए गए हेडफ़ोन या समान सामान का उपयोग करें तो अगर RF रेडिएशन के कारण कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं थी तो एहतियात क्यों बरतें ये लोग आपको RF एनर्जी के जोखिम को कम करने के लिए क्यों कह रहे हैं इसलिए किसी को वास्तव में सोचना चाहिए कि हाँ एक समस्या है और हम देखेंगे ये समस्याएँ क्या हैं और जब ये चीजें आने लगती हैं इसलिए मैं एक इंटरफ़ोन अध्ययन का उल्लेख करना चाहता हूं जो वास्तव में 2000 में शुरू किया गया था और इसने WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के सभी प्रोटोकॉल का पालन किया था और यह अध्ययन 2000 से शुरू हुआ और इसमें वास्तव में 10 साल लगे मई 2010 में रिपोर्ट आई इसने वास्तव में 13 विभिन्न देशों के मामलों को लिया और इसने वास्तव में 5117 मस्तिष्क ट्यूमर के मामलों का अध्ययन किया और निश्चित रूप से अध्ययन में लगभग 25 मिलियन डॉलर शामिल थे और उस धन का एक तिहाई सेलुलर उद्योग से आया था तो अब देखते हैं कि निष्कर्ष क्या है निष्कर्ष कहता है कि जोखिम में कोई समग्र वृद्धि नहीं हुई है और आप सोचने लगते हैं ओह अच्छा हम लोग सुरक्षित हैं नहीं मैं आपको बता दूं कि यह औसत उपयोगकर्ता के लिए जोखिम में कोई वृद्धि नहीं है और औसत उपयोगकर्ता की परिभाषा क्या है प्रति माह 2 घंटे और प्रति माह 2 घंटे हो जाते हैं 2 गुणा 60 प्रति माह 120 मिनट जो वास्तव में प्रति दिन 4 मिनट के लिए निकलता है इसलिए यदि आप प्रति दिन केवल 4 मिनट के लिए सेल फोन का उपयोग करते हैं तो कोई समस्या नहीं है लेकिन यदि आप अधिक समय तक उपयोग करते हैं तो एक समस्या है और भारी उपयोगकर्ता की परिभाषा क्या है 8 से 10 वर्षों में प्रति दिन आधा घंटा और उन्होंने क्या पाया मस्तिष्क ट्यूमर के जोखिम को दोगुना से चौगुना अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि तब से मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी में सुधार हुआ है अब सेल फोन टेक्नोलॉजी में सुधार हुआ है अब यह वास्तव में जाँच करता है उस विशेष क्षेत्र में रेडिएशन की तीव्रता क्या है और यदि यह छोटा है तो यह एक हाई पावर ट्रांसमिट करेगा और यदि यह उच्च है तो यह लो पावर ट्रांसमिट करेगा तो वास्तव में मैं यह सलाह देता हूं कि जब आप किसी भवन के अंदर हों या यदि आप किसी ऐसी लिफ्ट के अंदर हों जहां सिग्नल की पावर कम हो और जिसे आप अपने मोबाइल फोन पर एक या दो बार्स देखें तो उस स्थिति में एहतियात बरतें अधिक समय तक उपयोग न करें तो लेकिन उन सावधानियों के परिणामस्वरूप वास्तव में थोड़ी बेहतर बात हुई है और कुछ स्लाइड्स के बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वे चीजें क्या हैं तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह अध्ययन जो मई 2010 में आया था कैंसर पर अनुसंधान के लिए इंटरनेशनल एजेंसी ने एक पूर्ण वर्ष लिया और उनकी रिपोर्ट 31 मई 2011 को आई और अब IARC ने रेडियोफ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को मानव के लिए संभावित कार्सिनोजेन के रूप में वर्गीकृत किया है जिसे क्लास 2B के रूप में जाना जाता है हालांकि WHO भले ही यह WHO का एक हिस्सा है WHO ने केवल सेल फोन को मानव कार्सिनोजेन के रूप में निर्दिष्ट किया और उन्हें क्लास 2B के रूप में नामित किया अब यह वास्तव में अजीब है तो उनकी अपनी एजेंसी का कहना है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो वास्तव में सभी स्रोतों से रेडिएशन को समाहित करेगा जो एक रडार हो सकता है जो टीवी टॉवर हो सकता है जो सेल टॉवर हो सकता है जो वाई फाई हो सकता है हालांकि WHO ने इसे केवल सेल फोन बना दिया तो अब सवाल आता है कि WHO ने ऐसा क्यों किया तो आपको वास्तव में यह सोचना होगा कि WHO किससे फंड प्राप्त करता है खैर WHO को दुनिया की विभिन्न सरकारों से धन मिलता है और दुनिया की विभिन्न सरकारें सेलुलर ऑपरेटरों से बहुत पैसा कमा रही हैं इसलिए 2013 और 2016 के बीच आपको केवल एक विचार देने के लिए भारत सरकार ने स्पेक्ट्रम की नीलामी की और उन्होंने लगभग 3 लाख करोड़ रुपये जुटाए और यह सिर्फ स्पेक्ट्रम की नीलामी से है उन्हें आयकर बिक्री कर और अब GST द्वारा भारी धनराशि मिल रही है इसलिए यह आज भारत सरकार के लिए सबसे बड़े रेवेन्यू में से एक है और फिर से 2018 में वे स्पेक्ट्रम नीलामी का एक और दौर शुरू करने की योजना बना रहे हैं और वे 1 लाख करोड़ से अधिक की उम्मीद कर रहे हैं और इसीलिए सरकार भी स्वास्थ्य खतरों को लेकर अपेक्षाकृत चुप है और निश्चित रूप से सेलुलर उद्योग यह कभी नहीं बताएगा कि अत्यधिक सेल फोन से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं हैं जैसे सिगरेट उद्योग सिगरेट उद्योग ने कभी स्वीकार नहीं किया कि स्वास्थ्य समस्याएं हैं यहाँ तक कि ४० ५० साल पहले तक हम जानते थे कि सिगरेट पीना बुरा है फिर भी यह केवल ५ साल पहले की बात है जब आप कोई फिल्म देखने जाते हैं या अगर आप कोई टीवी चैनल देखते हैं हालाँकि वहाँ कोई धूम्रपान करता था तो यह कहता है कि स्वास्थ्य के लिए सिगरेट पीना गलत है और अब पिछले 1 साल से इसने स्मोकिंग किल्स दिखाना शुरू किया है हालाँकि अब भले ही सेल फोन क्लास 2B हो वास्तव में क्लास 2B का क्या मतलब है यह संभव है कि मानव कार्सिनोजेन और इसका वास्तव में क्या मतलब है कि सीमित सबूत हैं हालाँकि मैं आपको बताऊंगा कि यह रिपोर्ट मई 2011 में आई थी अब 7 साल लगभग आ चुके हैं या साढ़े 6 साल बीत चुके हैं और कई और सबूत सामने आए हैं और अब वैज्ञानिक WHO के बाद हैं और वे बता रहे हैं कि अब इस चीज को क्लास 2A के रूप में बनाना है जिसे संभावित कार्सिनोजेन या यहां तक कि क्लास 1 के रूप में जाना जाता है जिसे मानव कार्सिनोजेन कहा जाता है इसलिए हमें इंतजार करना होगा WHO ने वादा किया है कि वे मई 2018 में अपनी रिपोर्ट के साथ सामने आएंगे तो आइए देखते हैं कि वह विशेष रिपोर्ट क्या होगी तो अब मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि बच्चों के लिए एक वयस्क की तुलना में जोखिम बहुत अधिक है और वास्तव में इस अध्ययन में बताया गया है कि एक बच्चा सेल फोन का उपयोग कर रहा हैं तो 5 वर्षीय के लिए पेनेट्रेशन लगभग 75 है 10 वर्षीय या किशोरों के लिए पेनेट्रेशन लगभग 50 है और एक वयस्क के लिए पेनेट्रेशन 25 है इसलिए बच्चों के लिए क्योंकि उनकी खोपड़ी छोटी और पतली होती है इसलिए वे अधिक रेडिएशन को अवशोषित करते हैं और साथ ही उनकी कोशिकाएं भी बढ़ रही होती हैं तो वे बहुत अधिक प्रभावित होते हैं वास्तव में कई यूरोपीय देश हैं जो वास्तव में बच्चों द्वारा सेल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा चुके हैं वास्तव में वे इस बात की वकालत कर रहे हैं कि 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सेल फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए या यदि वे सेल फोन का उपयोग करते हैं तो उन्हें केवल आपातकालीन उपयोग के लिए उपयोग करना चाहिए वास्तव में मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि सेलफोन का आविष्कार केवल आपातकालीन उपयोग के लिए किया गया था और यह कभी भी हर दिन घंटों और घंटों उपयोग के लिए नहीं किया गया था इसलिए अब मैं २०११ के बाद के हालिया अध्ययन का उल्लेख करना चाहता हूं यह अध्ययन अक्टूबर 2014 का है और यह अध्ययन क्या है यह एक बहुत ही रोचक अध्ययन है इसलिए मैं आपको केवल यह बताना चाहता हूं कि यह मेलिगनेन्ट मस्तिष्क ट्यूमर बनाम क्युमुलेटिव उपयोग को दर्शाता है तो यहां आप इस अक्ष के साथ 0 से 10000 घंटे तक उपयोग देख सकते हैं और यह मेलिगनेन्ट मस्तिष्क ट्यूमर होने का विषम अनुपात है मैंने वास्तव में यहाँ पर एक लाइन डाली है और इसका कारण यह है कि यह लगभग 95000 घंटों से मेल खाती है और मुझे पता है कि कई युवा लोग हैं और यहां तक कि सेल्स के कुछ लोग प्रति दिन 4 घंटे के लिए सेल फोन का उपयोग करते हैं और यदि आप 65 साल से इसका उपयोग कर रहे हैं तो आप 95000 घंटे का उपभोग करेंगे तो अब यहाँ ये प्लॉट्स क्या हैं तो वहाँ तीन प्लॉट्स हैं इसलिए मूल रूप से आप कह सकते हैं कि यह अधिकतम का निचला छोर है और यह औसत या औसत चीज है और यह बच्चों के लिए अधिक मान्य है इसलिए यदि आप इसके अनुरूप बच्चों के लिए विषम अनुपात को देखते हैं यदि आप इसे यहां देखते हैं जो कि 35 है तो इसका मतलब है कि मस्तिष्क ट्यूमर के बच्चों के लिए विषम अनुपात 350 है और यहां तक कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए यह लगभग 25 है जो 250 है और यह सभी 65 वर्षों में है तो लगभग 8 से 10 साल के मेलिगनेन्ट मस्तिष्क ट्यूमर में विशेष रूप से छोटे बच्चों में 400 की वृद्धि हो सकती है तो कृपया अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो अब निश्चित रूप से हम जानते हैं कि ये चीजें बहुत खतरनाक हैं और यह अब और अधिक स्पष्ट हो रहा है इसलिए 10 जुलाई 2017 को एशियन एज न्यूज़पेपर में यह रिपोर्ट है और मैं यहां केवल इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि वे क्या कह रहे हैं भारत में हर साल 40000 से 50000 लोगों को ब्रेन ट्यूमर का पता चलता है और जिनमें से 20 बच्चे होते हैं और आप वास्तव में यह भी कह सकते हैं कि डॉक्टर ने कहा कि इसका श्रेय दीर्घकालिक मोबाइल फोन उपयोग को दिया जा सकता है तो यहां तक कि एक अन्य डॉक्टर भी दावा कर रहे हैं कि ये चीजें हैं जो स्वास्थ्य समस्या पैदा कर रही हैं इसलिए हम विशेष रूप से युवा पीढ़ी को केवल छोटी अवधि के लिए सेल फोन का उपयोग करना चाहते हैं हम समझते हैं कि सेल फोन निरपेक्ष शानदार तकनीक है वास्तव में इन दिनों आप अपने सेल फोन के साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं लेकिन फिर भी आपको सावधानी बरतने की जरूरत है तो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं क्या सावधानी बरती जानी चाहिए वास्तव में यह लेख मेरे द्वारा लोकप्रिय विज्ञान पत्रिका के लिए लिखा गया था यह सितंबर 2011 में आया था इसलिए मैं किन सावधानियों का सुझाव देता हूं पहले अपने उपयोग को सीमित करें और मैं किसी को भी सलाह नहीं देता कि यदि संभव हो तो SMS का उपयोग करते हुए 20 मिनट से अधिक समय तक सेल फोन का उपयोग करें अब 2011 में व्हाट्सएप नहीं था लेकिन आजकल व्हाट्सएप है और आप जानते हैं कि जब आप वास्तव में SMS या व्हाट्सएप टाइप कर रहे हैं तो बहुत कम रेडिएशन है बस आपको इसके बारे यह बताना है कि भले ही आप सेल फोन का उपयोग नहीं कर रहे हैं यह अभी भी बेस स्टेशन पर प्रति मिनट 1 पल्स प्रसारित करता है लेकिन यदि आपके पास वाई फाई और ब्लूटूथ ऑन है तो कई एप्लिकेशन उस समय बेस स्टेशन पर 2 से 4 पल्स प्रति मिनट की हो सकती हैं तो हम कहते हैं कि जब आप टाइप कर रहे हैं तो यह सामान्य 1 या 2 पल्स प्रति मिनट है यह केवल जब आप भेजें बटन दबाते हैं तो एक बड़ा रेडिएशन होता है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि SMS या व्हाट्सएप का उपयोग कई बार कम करें कम SAR वैल्यू के साथ सेल फोन का उपयोग करें क्योंकि कम SAR वैल्यू कम रेडिएशन होगा हालांकि कृपया याद रखें कि क्या आपने लंबे समय तक कॉल किया है सेल टॉवर लगातार रेडिएशन करते हैं तो आप सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रदूषण पैदा करने के लिए जिम्मेदार हैं वास्तव में हम अब सरकार से कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को चौथे प्रदूषण के रूप में वर्गीकृत किया जाए अन्य तीन प्रदूषण पानी हवा और ध्वनि हैं स्पीकर फोन या वायर हैंड्स फ्री का इस्तेमाल करें वास्तव में आपके पास एक मोबाइल फोन हो सकता है और इसे स्पीकर फोन में डाल सकते हैं और आप बात कर सकते हैं बेशक जनता में आप ऐसा नहीं कर सकते लेकिन कम से कम जब आप घर के अंदर होते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं आप वायर हैंड फ्री का उपयोग कर सकते हैं लेकिन बात यह है कि आप इसका उपयोग कैसे कर रहे हैं अब हम कहते हैं कि आप वायर हैंड्स फ्री का इस्तेमाल करें तो आपका फोन कहां है क्या आप इसे अपने हाथ में पकड़े हुए हैं तो आपके हाथ को अधिक रेडिएशन प्राप्त होगा यदि आप शर्ट की जेब में डाल रहे हैं तो आपके दिल को अधिक रेडिएशन प्राप्त होगा यदि आप आगे या पीछे की जेब में डाल रहे हैं तो उस शरीर के क्षेत्र में अधिक रेडिएशन प्राप्त होगा इसलिए आपको यह तय करना होगा कि शरीर का कौन सा हिस्सा आपको पसंद नहीं है बेशक आप ब्लूटूथ का उपयोग कर सकते हैं सिर्फ आपको यह बताने के लिए कि ब्लूटूथ अधिकतम 10 mW की पावर ट्रांसमिट करता है जबकि एक मोबाइल फोन 1 W पावर ट्रांसमिट कर सकता है तो स्वाभाविक रूप से ब्लूटूथ 10 mW की पावर मोबाइल फोन से 100 गुना कम है लेकिन फिर से आप इसे कैसे उपयोग करते हैं इसलिए मैंने कई बार देखा है कि लोग इस ब्लूटूथ को यहां डालते हैं और कहते हैं कि इस तरह से सेल फोन लगाएं तो अब क्या हो रहा है ब्लूटूथ 10 mW पावर प्रसारित कर रहा है यह मोबाइल फोन इस ब्लूटूथ को 10 mW प्रसारित कर रहा है और यह वैसे भी 1 W पावर ट्रांसमिट कर रहा है तो आप वास्तव में माइक्रोवेव रेडिएशन के संपर्क में वृद्धि कर रहे हैं तो सबसे अच्छी बात यह है कि यदि आप ब्लूटूथ का उपयोग कर रहे हैं तो सेल फोन रखें और सेल फोन कम्युनिकेशन ब्लूटूथ के माध्यम से लगभग 5 मीटर की दूरी तक हो सकता है तो आप दूरी पर हो सकते हैं आप कुछ व्यायाम भी कर सकते हैं आप वॉक एंड टॉक कर सकते हैं और वास्तव में मान लें कि यदि दूसरा पक्ष आपको बहुत अधिक तनाव दे रहा है तो आप कुछ योग व्यायाम भी कर सकते हैं जो सांस को अंदर बाहर निकालते हैं ताकि आप आराम कर सकें तो वास्तव में मैं सुझाव देता हूं कि जहां भी उपलब्ध हो लैंडलाइन का उपयोग करें क्योंकि लैंडलाइन में कोई रेडिएशन नहीं है लंबे समय तक अपने हाथ की जेब में सेल फोन न रखें याद रखें कि यह 1 पल्स प्रति मिनट ट्रांसमिट कर रहा है बेस स्टेशन पर प्रति मिनट से कई पल्स तक हो सकता है तो अगर आप अपनी जेब में 6 से 8 घंटे सेल फोन रख रहे हैं तो आपको बड़ा एक्सपोजर मिलने वाला है इसलिए मैं हमेशा सलाह देता हूं कि आप जानते हैं कि जब आप घर कार्यालय जाते हैं तो आपका सेल फोन को कम से कम 1 फुट की दूरी पर रखना है और खासकर जब आप सो रहे होते हैं तो अपने तकिए के बगल में सेल फोन न रखें आप सो रहे होंगे लेकिन आपका सेल फोन नहीं है तो यह वास्तव में आपके शरीर की ओर रेडिएशन भेज रहा है इसलिए मेरा सुझाव है कि आप सेल फोन को एक हाथ की लंबाई पर रखें आप आपातकालीन स्थिति में सेल फोन तक पहुँच सकते हैं इसलिए रात में कृपया ठीक से सोएं तो आप भी ठीक से सोएं और आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी ठीक से सोने दें इसलिए मैं इस विशेष पॉइंट पर आज अपने लेक्चर का समापन करूंगा और अगले लेक्चर में मैं उन लोगों के लिए रेडिएशन स्वास्थ्य खतरों के बारे में बात करने जा रहा हूं जो सेलुलर टावरों के करीब रह रहे हैं या काम कर रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अगली बार मिलेंगे बाय